पिछले तीन हफ्तों में हमने अब तक जो किया है वह देखा गया है कि क्वांटम यांत्रिकी विचार कैसे विकसित हुआ और हाइजेनबर्ग के क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण के साथ चोटी पर पहुंचा जिसे शुरू में संक्रमण आयामों या जिसे मैं transition matrix elements संक्रमण मैट्रिक्स अवयव भी कहूँगा के terms पदों में लिखा गया था और इसे Born Jordan और Heisenberg बॉर्न जॉर्डन और हाइजेनबर्ग द्वारा मैट्रिक्स यांत्रिकी के terms पदों में reformulate पुनर्निर्मित किया गया हालाँकि जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह के अंतिम व्याख्यान के अंत में टिप्पणी की थी इस पद्धति के माध्यम से क्वांटम यंत्रिक निकाय का हल जटिल हो जाता है और इसे wave mechanics तरंग यांत्रिकी के जन्म के साथ आसान बना दिया गया था जिसे एर्विन श्रोडिंगर द्वारा विकसित किया गया था और यह वास्तव में कणों से तरंगों की तरह व्यवहार करता था और तरंग यांत्रिकी की पूरी मशीनरी वह है जिसे हम अगले 2 हफ्तों में विकसित करने जा रहे हैं और दिखाते हैं कि यह वास्तव में हाइजेनबर्ग सूत्रीकरण Heisenberg's formulation के समतुल्य है और क्वांटम यांत्रिकी के विकास की तस्वीर को पूरा करता है और जिस तरह से हम इसे लागू करते रहते हैं लेकिन मैं इस व्याख्यान में जो करना चाहता हूँ वह आपको एक विचार देता है कि भौतिकी में तरंगों का वर्णन कैसे किया जाता है तो हम तरंगों के विवरण के साथ शुरू करते हैं और प्रश्न यह है कि एक तरंग क्या है क्या यह कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान है तो चलिए इस प्रश्न को उठाते हैं क्या यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला material पदार्थ है या यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला विक्षोभ है और उत्तर है दूसरा उदाहरण के लिए यदि आप पानी का बर्तन लेते हैं और उसमें अपनी उंगली डुबोते हैं तो आप एक विक्षोभ पैदा करते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है लेकिन material एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है इसी तरह जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हवा में एक विक्षोभ एक दबाव विक्षोभ उत्पन्न कर रहा हूँ जो यात्रा करता है यह विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है लेकिन material air हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है तो एक तरंग क्या है एक तरंग कुछ समय के लिए माध्यम में एक विक्षोभ है लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें उदाहरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो हम माध्यम या निर्वात में कह रहे हैं उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर travel यात्रा करता है और जाहिर है जब यह travel यात्रा करता है तो यह निश्चित speed चाल से travel यात्रा करता है यह wave तरंग है और हम इसका गणितीय रूप से वर्णन कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसलिए गणितीय रूप से तरंगों का वर्णन करते हुए और हम अपने आप को परिक्षेपण रहित तरंगों तक सीमित रखने जा रहे हैं जो हमारे लिए पर्याप्त है और क्या इसका अर्थ है जैसे तरंग चलती है और अब आप समझ गए हैं कि जैसे विक्षोभ यात्रा करता है वह distort विरूपित नहीं होता है और क्या इसका अर्थ है मान लीजिए कि मेरे पास यह पानी की डिश है और मैं इसके अंदर विक्षोभ पैदा करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें विक्षोभ पैदा करें और जब यह travel यात्रा करता है यह उसी shape आकार को बरकरार रखता है या जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब मैं बाहर किसी से बात कर रहा हूँ भले ही वह व्यक्ति 20 30 मीटर दूर खड़ा हो अगर मैंने एक शब्द कहा है तो वह वही शब्द सुनता है या वह सुनती है अर्थात् शब्द या विक्षोभ distort विरूपित नहीं होता है ये परिक्षेपण रहित तरंगें कहलाती हैं इसी तरह एक डोरी पर यदि मैं एक pulse स्पंद बनाता हूँ उदाहरण के लिए इस तरह की pulse स्पंद यह same shape उसी आकार में travel यात्रा करती है और इससे मेरा मतलब है कि यह परिक्षेपण रहित है और यह परावर्तित हो सकती है और वापस आ सकती है तो यह एक प्रकार की तरंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हम इसका गणितीय रूप से वर्णन करना चाहते हैं तो मैंने जो अभी कहा है मान लीजिए मेरे पास है और मैं विचारों को व्यक्त करने के लिए खुद को एक विमीय तक सीमित रखने जा रहा हूँ और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मैं तुरंत त्रिविमीय के लिए समीकरण लिखूंगा तो एक विमीय में मान लीजिए कि मैं x अक्ष की ओर travel यात्रा कर रहा हूँ और मैं बनाता हूँ मैं travel यात्रा नहीं कर रहा हूँ विक्षोभ x अक्ष की ओर travel यात्रा कर रहा है और speed चाल v के साथ travel यात्रा कर रहा है मुझे अगली स्लाइड पर जाने दें और इसे दिखाता हूँ तो यहाँ मेरा x अक्ष है यहाँ 0 है मैं दो स्थितियां लूंगा एक में जिसमें यह विक्षोभ जो किसी भी प्रकार का हो सकता है speed चाल v के साथ दाईं right की ओर यात्रा कर रहा है मैं एक और स्थिति ले सकता हूँ जिसमें समान विक्षोभ speed चाल v के साथ बिना distort विरूपित हुए बाईं left की ओर यात्रा करता है और मैं जानना चाहता हूँ मान लीजिए कि यह t0 पर फलन f है मैं जानना चाहता हूँ कि दूरी x पर समय के फलन के रूप में विक्षोभ क्या होगा यह बहुत आसान है यदि मैं x पर कुछ देख observe कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि मैं इसे यहाँ किसी दूर x पर देख observe कर रहा हूँ यह वही विक्षोभ होगा जो समय t 0 पर x vt की स्थिति में था तो यह x v t का एक फलन है सामान्य तौर पर मैं लिख सकता हूँ कि यदि x1 और t1 पर कोई विक्षोभ था और मैं इसे x और t के एक फलन के रूप में देख observe कर रहा हूँ यह t1 पर v के समान होगा इसलिए क्योंकि इसने इतनी travel यात्रा की है कि जो कुछ हुआ वह इसका एक केंद्र है जो इतनी दूरी vt से shift स्थानांतरित हो गया है मुझे इसे लिखने दें यह विक्षोभ है या दाईं ओर यात्रा करने वाली तरंग है बाईं ओर उस यात्रा के बारे में कैसे यह x t पर f द्वारा दिया जाएगा क्या होगा यह समय t 0 पर एक धनात्मक दूरी x v t पर था और यदि मैं सामान्य रूप से लिखना चाहता हूँ तो f x t t 0 पर f v के बराबर होने वाला है इसलिए बाईं ओर यात्रा करने पर चिन्ह बदल जाता है मैं इसे दूसरे तरीके से देख सकता हूँ दूसरे तरीके से मैं इसे देख सकता हूँ यदि मैं समय t पर point बिंदु x को देख रहा हूँ तो x पर समय t पर विक्षोभ वैसा ही है जैसा समय t t x v पर x 0 पर था क्योंकि इसने travel यात्रा की है pulse स्पंद ने इतनी दूरी v t तय की है तो इसने इतना यात्रा की है तो इतनी यात्रा करने में xv समय लगा इसलिए मैं यह भी लिख सकता हूँ कि fxtfx0t xv है यदि यह दाईं ओर यात्रा कर रहा है और यदि यह बाईं ओर यात्रा कर रहा है तो fxtfx0txv है जो हमने पिछली स्लाइड में समझा है और यहाँ एक परिक्षेपण रहित प्रगामी तरंग के लिए हमारे पास f के फलन के रूप में है मैं वह 0 या एक फलन t xv जो कि f के समान है छोड़ रहा हूँ इसे देखने के सिर्फ दो तरीके हैं कि एक travelling wave प्रगामी तरंग कैसी दिखेगी इसलिए उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक फलन के रूप में e 2 है तो यह दाईं ओर एक travelling wave प्रगामी तरंग होगी और यह समय t0 पर कैसा दिखता है यह e 2जैसा दिखता है और समय बढ़ने के साथ vt दूरी से दाईं ओर travel यात्रा करता रहेगा यदि दूसरी ओर यदि मेरे पास e xvt2 fxt के बराबर है तो यह एक तरंग होगी जो speed चाल v के साथ बाईं ओर यात्रा करेगी या इसका वर्णन इस प्रकार है मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता था e 2 e v2 के बराबर है जो एक स्थिरांक 2 पूर्ण वर्ग बन जाता है जो इसे देखने का एक और तरीका है कि यह एक विक्षोभ है जिसे मैं समय t पर देख रहा हूँ यह वही है जो x 0 पर t xv समय पर था तो यह तरंग को देखने के दो तरीके हैं मान लीजिए कि मैं एक लंबी डोरी जो कहीं बंधी हुई लेता हूँ और इसे हिलाना shake करना शुरू कर देता हूँ और देखता हूँ कि यह A x0 है और इस छोर सिरे को हिलाना शुरू कर देता हूँ और मैं इसे कुछ आयाम कहें कि ytAsin ωt के साथ move गति करता हूँ तो मैं इसे ऊपर नीचे हिला रहा हूँ x पर विस्थापन x और t के फलन के रूप में कैसा दिखता है तो फिर से हमने जो अभी किया है x और t पर yxtAsin t xv होगा इसलिए यदि मैं तरंग के travel यात्रा शुरू होने के बाद विस्थापन देखना चाहता हूँ तो क्या ऐसी तरंग उस बिंदु से होकर गुजरी है निश्चित रूप से t ऐसा है कि तरंग उस बिंदु से होकर गुजरी है यह बिंदु इस बिंदु को कुछ दूरी पर समय t पर देखता है विस्थापन वह होगा जो समय t xv पर x0 पर था तो यह एक sin ज्यावक्रीय तरंग है जो travelling यात्रा कर रही है मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिख सकता हूँ मैं ω को अंदर ले जा सकता हूँ जो कि Asin ωt ωxv है v v2πν है जो कि λ2 है तरंगदैर्घ्य है और इसलिए मैं इस expression व्यंजक को Asinωt 2πx के रूप में भी लिख सकता हूँ 2 को आमतौर पर छोटे k के रूप में दर्शाया जाता है और इसे तरंग संख्या कहा जाता है तो मैं सामान्य रूप से लिख सकता हूँ कि ज्यावक्रीय तरंग yt x Asinωt kx है जहां k 2 है जो v है तो इसे मैं आयाम के कुछ अन्य रूप में भी लिख सकता हूँ जो Asinkx ωt है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे लिखता हूँ लेकिन एक combination संयोजन x vt या t xv है और यह केवल एक प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है क्या प्रगामी तरंग sin wave ज्या तरंग होने तक ही सीमित है इसका उत्तर है नहीं उदाहरण के लिए मैं वही string डोरी ले सकता हूँ और इसे कुछ समय के लिए ऊपर ले जा सकता हूँ इसे वहीं hold होल्ड करता हूँ और फिर वापस आता हूँ इसका मतलब है कि मैं समय 0 और कुछ समय t के बीच एक विक्षोभ y जो किसी विक्षोभ A के बराबर है बनाता हूँ और फिर 0 या फिर tT यह x और t के फलन के रूप में कैसा दिखेगा तो 0 और T और 0 के बीच t xv के लिए t x A के बराबर क्यों होगा तो आप थोड़ी गणना कर सकते हैं तो और दिखाएं कि यह कैसा दिखता है क्या मैं वास्तव में एक square wave वर्ग तरंग बना रहा हूँ जो कि A के साथ travel यात्रा करती है दूसरी ओर यह ytxA है 0≤txvT के लिए और अन्यथा 0 है तो यह तरंग बाईं ओर यात्रा कर रही होगी तो मैं जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि विक्षोभ बाईं ओर दाईं ओर एक शुद्ध आवृत्ति या हार्मोनिक तरंग की यात्रा कर सकता है मैं अभी बहुत कुछ छोड़ drop कर रहा हूँ हार्मोनिक तरंग पर निर्भरता होगी जो कि किसी दिए गए स्थान पर sinωt है ठीक है और जबकि सामान्य रूप से यह किसी भी shape आकार का हो सकता है यह harmonic wave आवर्ती तरंग या sinusoidal wave ज्यावक्रीय तरंग है और अन्य कोई भी आकार हो सकता है तो यह विक्षोभ है जो परिक्षेपण रहित चलता है यह distort विकृत नहीं होता है ये प्रगामी तरंगें हैं तो चलिए अब समीकरण तरंग समीकरण लिखते हैं जो गति को govern नियंत्रित करता है आइए देखें कि यह t xv का एक फलन है तो यदि मैं लेता हूँ इस quantity राशि को z कहता हूँ और t के सापेक्ष f का आंशिक अवकलज लेता हूँ तो मुझे dfdz∂z∂t मिलेगा जो कि dfdz के समान है और यदि मैं x के सापेक्ष f का आंशिक अवकलज लेता हूँ तो यह dfdz∂z∂x होने जा रहा है जो मुझे 1vdfdz देने जा रहा है और dfdz आंशिक के समान है और आंशिक रूप से v है तो यह 1v∂f∂t होने जा रहा है और इसलिए लिखने के लिए travel यात्रा करने वाली तरंग के लिए तरंग समीकरण है ∂f∂x 1v∂f∂t तात्पर्य ∂f∂x1v∂f∂t0 हल के बारे में क्या हल तब से है जब से हमने बनाया है हल t xv होने जा रहा है तो हल t xv का फलन है shape आकार कुछ भी हो सकता है या x vt का एक फलन वही चीज है जो बाईं ओर travel यात्रा करने वाली तरंग के लिए एक प्लस चिह्न होने जा रहा है क्योंकि इसे ftxv द्वारा replace प्रतिस्थापित किया जा रहा है बाईं ओर travel यात्रा करने वाली तरंग के लिए यह dfdt रहता है यह हालांकि 1v∂f∂t हो जाता है और इसलिए बाईं ओर यात्रा करने वाली तरंग के लिए ∂f∂x1v∂f∂t या ∂f∂x 1v∂f∂t है तो मेरे पास दो समीकरण हैं मुझे उन्हें लिखने दें X दिशा की यात्रा करने वाली तरंग का समीकरण ∂f∂x 1v∂f∂t है और X दिशा की ओर जा रही तरंग का समीकरण हमारे पास ∂f∂x1v∂f∂t है और यह याद रखना काफी बोझिल हो जाता है कि तरंग किस तरह से दिशा में यात्रा कर रही है और इसलिए क्या मुझे प्लस साइन और माइनस साइन करना चाहिए हमने 2 समीकरणों को combine कर जोड़ दिया है हम उन्हें कैसे combine करतें जोड़ते हैं आप महसूस करते हैं कि travelling wave प्रगामी तरंग के लिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलज वही है जो आप ऊपर दिए गए प्रश्नों से देख सकते हैं या तो 1v∂f∂t इसलिए यदि मैं x के सापेक्ष second derivative द्वितीय अवकलन लेता हूँ तो यह 1v2 2t2 होने वाला है और यह चिन्ह अब प्लस धनात्मक हो जाता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस का स्क्वायर प्लस है और इसलिए सामान्य तौर पर मैं एक तरंग के लिए 2fx21v22ft2 लिख सकता हूँ और जो बाईं या दाईं ओर travel यात्रा करने वाली तरंग का वर्णन करता है तो मुझे इसे लिखने दें 2fx21v22ft2 या 2fx2 1v22ft20 बाईं या दाईं ओर जाने वाली तरंग का वर्णन करता है या यह रैखिक संयोजन हो सकता है या दोनों का रैखिक संयोजन हो सकता है तो तरंग समीकरण 2fx2 1v22ft20 के लिए एक सामान्य हल x vt का एक फलन है और xvt का कोई अन्य फलन g हो सकता है जहां दोनों ऊपर दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं ध्यान दें कि f दाईं ओर travel यात्रा करने वाले विक्षोभ में फलन का वर्णन करता है g बाईं ओर यात्रा करने वाले एक विक्षोभ का वर्णन करता है और वहां उनका combination संयोजन भी हो सकता है जो कि हल है क्योंकि दोनों तरंग समीकरण में दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं जो बाईं ओर travel यात्रा या दाईं ओर travel यात्रा को combine करता जोड़ता है विशेष रूप से यह भी वर्णन करता है कि क्या होगा मैं stationary waves अप्रगामी तरंगें कहूँगा ये वे तरंगें हैं जो समान आयाम वाली तरंगों का रैखिक संयोजन हैं जो बाईं ओर travel यात्रा करती हैं और दाईं ओर travel यात्रा करती हैं तो वे स्थिर हैं वे हिलते नहीं हैं वे travel यात्रा नहीं कर रहे हैं जिसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी